एनपीटीईएल एनपीटीईएल ऑनलाइन प्रमाणीकरण पाठ्यक्रम कोर्स ऑन लिंग भेद न्याय और कार्यस्थल सुरक्षा जेंडर जस्टिस एंड वर्कप्लेस सिक्योरिटी द्वारा प्रो दीपा दुबे राजीव गांधी बौद्धिक संपदा विधि विद्यालय IIT खड़गपुर व्याख्यान 20 विभिन्न एजेंसियों की भूमिका जारी नमस्कार और वापस स्वागत है पिछले व्याख्यान में हमने महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने में विभिन्न एजेंसियों की भूमिका पर चर्चा शुरू की जैसा कि हमने कहा कि सरकार केंद्रीय स्तर पर और साथ ही राज्य स्तर पर इस संबंध में प्रमुख भूमिका निभाती है इसके अलावा कई अन्य अलग अलग एजेंसियाँ हैं जिनकी महिलाओं के कारणों को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका है अब पहले स्थान पर सबसे प्रमुख संस्थानों में से एक है जो इस संबंध में देश में स्थापित किया गया है वह है महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग अब महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग एक वैधानिक निकाय है जिसे राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत पारित किया गया है स्लाइड समय देखें 0110 यह महिलाओं के लिए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की समीक्षा करने उपचारात्मक विधायी उपायों की सिफारिश करने शिकायतों के निवारण की सुविधा और महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देने के लिए 1990 से स्थापित किया गया है अब महिलाओं के लिए यह आयोग एक सिफारिश का परिणाम था जो 1970 के दशक में महिलाओं की स्थिति पर समिति में लगभग दो दशक पहले पारित किया गया था जिसने कहा था कि शिकायतों के निवारण के लिए और महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास में तेजी लाने के लिए विभिन्न कार्यों को पूरा करने के लिए इस तरह का एक आयोग बहुत महत्वपूर्ण है और आखिरकार 1990 में महिला आयोग का गठन अस्तित्व हुआ जबकि केंद्रीय स्तर पर महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग है राज्य स्तर पर महिलाओं के लिए राज्य आयोग है अब महिलाओं के खिलाफ हिंसा की समस्या से निपटने के लिए महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग ने एक बहुरंगी रणनीति अपनाई महिलाओं में जागरूकता पैदा करना और उन्हें उनके अधिकारों के ज्ञान के साथ और उनके अधिकारों का उपयोग करने की क्षमता से लैस करना अब महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग की धारा 10 के तहत ऐसे कई कार्य हैं जो महिलाओं के कारण को आगे बढ़ाने के लिए निर्धारित किए गए हैं अतः इसमे शामिल हैं जांच और हस्तक्षेप कर्ता की भूमिका मूल्यांकन भूमिका क़ानूनों और नीतियों की समीक्षा प्रचार और शैक्षिक अनुसंधान इसलिए आयोग के पास कई प्रकार के कार्य हैं जिनके प्रदर्शन की उम्मीद है और यह सुनिश्चित करना है कि महिलाओं के कारण को बढ़ावा देने के लिए सभी आवश्यक प्रयास किए जाएं इसलिए आयोग संवैधानिक और अन्य कानूनों के तहत महिलाओं के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित मामलों की जांच और परीक्षा की भूमिका निभाता है उन सुरक्षित रक्षकों के कार्यान्वयन के लिए समय समय पर आवश्यक रिपोर्ट करना संविधान के मौजूदा प्रावधानों और साथ ही अन्य कानूनों की समीक्षा करना और उसमें समय समय पर किए जाने वाले आवश्यक बदलावों का सुझाव देना जो उल्लंघन हुए हैं उनके मामलों को उठाना और ऐसी शिकायतों को देखें और उन मामलों पर ध्यान देना जहां यह महिलाओं के अधिकारों से वंचित करने महिलाओं की सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाए गए कानूनों का कार्यान्वयन नीतिगत निर्णयों दिशा निर्देशों या निर्देशों के गैर अनुपालन से संबंधित है महिलाओं के सामने आने वाली विशिष्ट समस्याओं और अत्याचारों पर विशेष अध्ययन या मूल्यांकन संबंधी अध्ययन का आह्वान यह प्रचार और शैक्षिक अनुसंधान भी करता है इसलिए सभी क्षेत्रों में महिलाओं के उचित प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के तरीके के रूप में यह महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए योजना प्रक्रिया में भाग लेता है और सलाह देता है यह निरीक्षण कर सकता है या निरीक्षण का कारण बन सकता है किसी भी जेल रिमांड होम महिलाओं की संस्था का निरीक्षण हो सकता है या हिरासत में जगह आदि और यदि आवश्यक हो तो आवश्यक उपचारात्मक कार्रवाई करता है अतः इसलिए महिलाओं का राष्ट्रीय आयोग समाज में महिलाओं से जुड़े किसी भी मुद्दे पर गौर करने के लिए वन स्टॉपएक पड़ाव केंद्र है चाहे वह किसी भी उल्लंघन का मामला हो जो अधिकारों से वंचित हो गए हैं एक महिला आयोग से संपर्क कर सकती है चाहे तो राज्य स्तर पर या फिर केंद्रीय स्तर पर और फिर महिला आयोग को नोटिस जारी करने और आवश्यक पूछताछ करने का अधिकार है या संवेदनशीलता के साथ मामले से निपटने के लिए या अपने अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त प्राधिकारी की आवश्यकता का हकदार है या यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनके अधिकार पर्याप्त रूप से लागू हैं इसलिए यह वैधानिक निकाय है जो यह देखने के लिए आवश्यक उपाय करता है कि शिकायतों को प्रभावी ढंग से संबोधित किया जाए महिलाओं को अलग अलग मुद्दों के संबंध में कई स्थितियों में परामर्श देना पड़ता है इसके अलावा समय समय पर अस्तित्व में कानूनों के विकास आवश्यक संशोधन जो कि लाए जा सकते हैं साथ ही महिलाओं की स्थिति रिपोर्ट या महिलाओं के विभिन्न क्षेत्रों की आदिवासी महिलाएं विकलांग महिलाएं और महिलाएं हो सकती हैंजिनको रिमांड घरों आदि में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है वे इस तरह के अध्ययन कर सकते हैं वे वकालत और जागरूकता कार्यक्रम भी करते हैं और इसलिए समाज में महिलाओं के अधिकारों को बनाए रखने में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है या इन वर्षों में लगभग दो दशकों में इस संबंध में गंभीर प्रगति हुई है और समय समय पर इसने विभिन्न सरकारी एजेंसियों गैर सरकारी संगठनों के साथ कानूनों की समीक्षा करने के लिए अलग अलग परामर्श आयोजित किए हैं कानूनों को लागू करने और कानूनों को संशोधित करने के लिए साथ ही हिंसा की विभिन्न स्थितियों में हस्तक्षेप करने के लिए महिलाओंने और महिलाओं के राष्ट्रीय आयोग ने महिलाओं के अधिकारों और कारणों की सुरक्षा के लिए वास्तव में एक प्रमुख भूमिका निभाई है स्लाइड समय देखें 0740 इसलिए यह उन सभी व्यक्तियों के लिए आवश्यक जानकारी के लिए भी है जो इस बात से अवगत नहीं हैं कि यदि कोई समस्या या दृष्टिकोण है तो क्या कार्यस्थल पर उत्पीड़न के संबंध में या किसी अन्य स्थान पर जहां महिलाएं किसी प्रकार की हिंसा का कुछ उल्लंघन प्रकार का सामना कर रही हैं एक आयोग के दृष्टिकोण के लिए स्वतंत्र है चाहे राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग और आयोग आवश्यक जानकारी प्रदान करेगा या आवश्यक कार्रवाई करने के लिए उपयुक्त प्राधिकारी को निर्देश देगा और यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसा उल्लंघन न हो इसलिए वे ऐसे सभी मामलों में हस्तक्षेप कर सकते हैं वे वैधानिक निकाय हैं और ऐसे सभी मामलों में हस्तक्षेप कर सकते हैं और उचित कार्य कर सकते हैं जो कुछ भी उस उद्देश्य के लिए आवश्यक हो सकता है इसलिए वे एक बहुत महत्वपूर्ण निकाय हैं जो महिलाओं के कारण की सेवा के लिए आए हैं तो राष्ट्रीय महिला आयोग की तरह ही बाल अधिकारों के लिए राष्ट्रीय आयोग है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है जो संचालन के लिए भी हैं स्लाइड समय देखें 0855 और वे मानव अधिकारों के उल्लंघन या बाल अधिकारों और उल्लंघनों के मुद्दों को भी देखते हैं और उचित और आवश्यक उपायों को पारित करते हैं जो राष्ट्रीय महिला आयोग के कामकाज के अनुसार आवश्यक हैं तो यह एक वैधानिक निकाय है जो वहां है अब इसके अलावा एक नागरिक समाज के रूप में हम जो जानते हैं और वर्तमान समय में समाज में विभिन्न समूहों के सुधार को बढ़ावा देने में और समाज में महिलाओं के जीवन में और अधिक सुधार लाने में नागरिक समाज बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उन्होंने अधिकारों के प्रचार और जनमत को बढ़ावा देने समर्थन उत्पन्न करने और सामूहिक चिंताओं के प्रति काम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है अब जब हम नागरिक समाज शब्द का उपयोग कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है अब इसे आम तौर पर परिवार बाजार और राज्य के बाहर के क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें सामाजिक संस्था कार्यकर्ता और संस्थाओं के एक विस्तार को शामिल किया जाता है जिसमें उद्देश्यों संरचनाओं संगठन सदस्यता और भौगोलिक कवरेज की विस्तृत श्रृंखला होती है इसलिए इसमें व्यापक स्तर पर गैर सरकारी और गैर लाभकारी संगठन शामिल हैं जिनकी सार्वजनिक जीवन में उपस्थिति है जो नैतिक सांस्कृतिक राजनीतिक वैज्ञानिक धार्मिक या परोपकारी विचारों के आधार पर अपने सदस्यों के हितों और मूल्यों को व्यक्त करते हैं अब इसलिए सिविल सोसाइटी संगठन का तात्पर्य सामुदायिक समूहों गैर सरकारी संगठनों श्रमिक संघों स्वदेशी समूहों धर्मार्थ संगठनों विश्वास आधारित संगठनों पेशेवर संगठनों और संस्थाओं का उल्लेख करते हैं इसलिए गैर सरकारी संगठन भी इस नागरिक समाज का हिस्सा बनते हैं और आम तौर पर गैर सरकारी संगठनों के पास एक संगठित संरचना या गति विधि होती है इसके अलावा यह वर्तमान समय में ऑनलाइन समूह और सोशल मीडिया समुदायों जैसी गतिविधियों में भी हो सकती है जो इसमें हैं सामूहिक कार्यों के अस्तित्व सामाजिक आंदोलनों जो संगठित हो सकते हैं और इसके अलावा जैसा कि हमने कहा विश्वास संगठन विश्वास समुदाय श्रमिक संघ आदि इसका एक अभिन्न हिस्सा हैं अब नागरिक समाज की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और वे सामाजिक आर्थिक अधिकारों के प्रचार में बहुत महत्वपूर्ण हितधारक हैं अब जो भूमिका वे निभाते हैं उसमें पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने वाले खातों पर निगरानी रखने वाली संस्थाएं शामिल हैं वे सामाजिक मुद्दों और चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और बदलाव की वकालत करने वाले एक वकील की भूमिका निभाते हैं सेवा प्रदाताओं को सामाजिक जरूरतों को पूरा करने के लिए सेवाएं प्रदान करना जैसे कि शिक्षा स्वास्थ्य भोजन और सुरक्षा आपदा प्रबंधन तैयारियों और आपातकालीन प्रतिक्रियाओं को लागू करना आदि एक विशेषज्ञ की भूमिका नीति और रणनीति को आकार देने और समाधान के गठन की पहचान करने के लिए अद्वितीय ज्ञान और अनुभव लाने के लिए है वे क्षमता निर्माण कर्ता की भूमिका भी निभाते हैं शिक्षा प्रशिक्षण और आवश्यक क्षमता निर्माण उनको पोषित विकासशील समाधान प्रदान करते हैं जिनके लिए एक लंबी बढ़ाव या भुगतान अवधि की आवश्यकता हो सकती है प्रतिनिधि हाशिए या कम प्रतिनिधित्व वाली वर्गों की आवाज़ को शक्ति देने वाला नागरिक चैंपियन नागरिक जुड़ाव को प्रोत्साहित करने वाला और नागरिकों के अधिकारों का समर्थन करने वाला एकजुटता समर्थक समाज में मौलिक और सार्वभौमिक मूल्यों को बढ़ावा देने वाला मानकों के निश्चित मानक समाज बनाने वाला होता है इसलिए उनकी राष्ट्र के विकास में राष्ट्र के उत्थान में विचारों की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका है और उन विचारों के प्रति आवश्यक समर्थन की उत्पत्ति के लिए और महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने के मुद्दे में सिविल सोसाइटियों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इसलिए यदि कोई यह देखता है कि भारत में या दुनिया भर में ऐसे नागरिक समाज हैं अगर हम विशेष रूप से गैर सरकारी संगठनों की बात कर सकते हैं जो कि सामने आए हैं स्लाइड समय देखें 1426 अब इन गैर सरकारी संगठनों ने महिलाओं के विकास और प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है अपने अधिकारों को हासिल करने आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने और हिंसा का शिकार होने वाली महिलाओं के पर्याप्त कल्याण और पुनर्वास को प्रभावित किया है उन्होंने शिक्षा स्वास्थ्य और पोषण और आर्थिक कल्याण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार किए हैं इसलिए महिलाओं के अधिकार से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर भेदभाव के साथ साथ महिलाओं के खिलाफ हिंसा से संबंधित गैर सरकारी संगठनों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और उन्होंने सरकार और जनता के बीच एक कड़ी की भूमिका निभाई है और उन्होंने संबोधित करने की कोशिश की है जो विशिष्ट मुद्दे जो समुदायों को भड़का रहे हैं और लोगों को त्रस्त कर रहे हैं आम तौर पर अगर हम उन गैर सरकारी संगठनों को देखते हैं जो संचालित हो रहे हैं तो ज़मीनी स्तर के गैर सरकारी संगठन हैं महिला रक्षा करने वाले समूह हैं और अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन भी हैं आम तौर पर वे ज़मीनी स्तर पर होते हैं आम तौर पर वे समुदायों के भीतर बनते हैं और वे कल्याण को बढ़ावा देने और सामुदायिक निवास के भीतर रहने वाली महिलाओं के लिए आर्थिक अवसर प्रदान करने का प्रयास करते हैं इसलिए समुदायों के भीतर महिलाओं के लिए कुटीर उद्योग आदि हैं वे आवश्यक आर्थिक संसाधन प्रदान करते हैं और आर्थिक मुक्ति के लिए समर्थन करते हैं और स्त्री की स्वतंत्रता को लेकिन वे सामुदायिक स्तर पर अधिक हैं जहां यह आयोजित किया जाता है ऐसे गैर सरकारी संगठन हैं जिन्होंने हिमायत की शुरुआत की है और वे आम तौर पर ऐसे लोगों के समूह हैं जो महिलाओं के शोषण और महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने की कोशिश करते हैं अतः इसलिए ऐसा है कि इन गैर सरकारी संगठनों ने लैंगिक समानता के संघर्ष में एक प्रमुख भूमिका निभाई है और उन्होंने सार्वजनिक विरोध प्रदर्शनों का आयोजन किया है और जनता की राय जुटाई है और विभिन्न परिवर्तनों को पेश करने या सरकार को दिखाने के लिए सरकार का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया है समाज में कुछ मुद्दों और समस्या के अस्तित्व को दिखाने के लिए उन्होंने सरकार का ध्यान आकर्षित किया है सरकार के साथ परामर्श में प्रवेश किया है और समय समय पर विभिन्न विधायी परिवर्तनों के लिए विभिन्न कानूनों को पारित या समर्थन प्राप्त किया है जैसा कि निर्भया मामले में हो सकता है हालांकि यह आम समाज की बात थी सामान्य समाज आम जनता के लिए आ रहा था ताकि कानून में बदलाव के लिए दबाव बनाया जा सके और यह एक तरह का आंदोलन था हालांकि विशेष रूप से ऐसे गैर सरकारी संगठन नहीं थे लेकिन यह आम आदमी था जो इस प्रक्रिया में प्रभावित हुआ था और जो आवश्यक समर्थन जुटाने के लिए एक साथ आया था जिसके कारण 2013 में संशोधन हुआ इसलिए लोगों की आवाज़ बहुत मजबूत हो सकती है और समाज में बदलाव और या जिस तरह से चीजों में सुधार किया जाना चाहिए उस पर प्रभाव का वास्तविक प्रभाव हो सकता है सभी कानूनों में सुधार किया जाना चाहिए जिससे मानसिकता में आवश्यक परिवर्तन संस्था में आवश्यक परिवर्तन आदि लाया जा सकता है इसी तरह कई अंतरराष्ट्रीय महिला गैर सरकारी संगठनएनजीओ हैं लेकिन वे वैश्विक स्तर पर अधिक हैं और एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने लैंगिक न्याय के मुद्दों पर समर्थन हासिल करने की कोशिश की है स्थानीय एनजीओ के साथ सरकारी निकायों आदि के साथ उनके विभिन्न सहयोगी भागीदारी हैं और वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं ताकि राष्ट्र राज्य विभिन्न मुद्दों पर ध्यान दें और उन्हें इस संबंध में उचित कदम उठा सकें इसलिए यदि हम भारत में भी स्वयं सहायता समूहों के संबंध में महिला सहायता समूहों के संबंध में देखें अन्य आर्थिक विकास एनजीओ के संबंध में महिलाओं को जुटाने के लिए कई उपाय किए गए हैं इन महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता शिक्षा के साथ स्वास्थ्य सुविधाओं आदि के साथ सशक्त बनाने के लिए उनके निपटान में आवश्यक संसाधन बनाने के लिए कई उपाय किए गए हैं ताकि देश में महिलाओं के मुद्दों और दृष्टिकोणों के संबंध में समय के साथ इस परिदृश्य में बहुत बदलाव आए हालाँकि लड़ाई एक लंबी है संघर्ष एक लंबा है और इस संबंध में बहुत कुछ किया जाना बाकी है स्लाइड समय देखें 1959 अंतिम रूप से एक बुनियादी संस्था के रूप में परिवारों की बात करने के लिए बच्चे के अस्तित्व संरक्षण और विकास में भूमिका निभाने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण और सार्थक भूमिका है यहाँ बोलते समय हम बच्चे के रूप में लड़की की बात करते हैं जैसे कई व्याख्यान में हम गंभीर मुद्दों पर उल्लेख करते हैं विशेष रूप से भारतीय परिवारों और समाजों में बालिका की दुर्दशा जहां वह उपेक्षा के अधीन है वह दुर्व्यवहार के अधीन है वह अधिकारों के एक या दूसरे खंडन के अधीन है अब परिवार बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है क्योंकि वे मूल संस्थान हैं जहाँ एक बच्चा जन्म लेता है और यह संस्था उसे आवश्यक पहचान देती है उसे विभिन्न मूल्यों के संबंध में विभिन्न मानदंडों के बारे में और उसकी समझ के बारे में बताती है अधिकारों स्वतंत्रता के बारे में उसकी समझ परिवार द्वारा पोषित होती है और यह परिवार के चारों ओर घूमती है इसलिए चाहे वह माता पिता हों या दादा दादी या परिवार में अन्य कोई और उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है यह वे हैं जिन्हें यह सुनिश्चित करना है कि जब बच्चा जन्म लेता है बच्चा एक ऐसे वातावरण में रहे जो स्वतंत्र हो जो कि अनुकूल हो जो बच्चों के कारण के लिए सहायक हो जो बच्चे के विकास में आवश्यक सहायता प्रदान करता हो यह दिमाग का पोषण करता हो यह बच्चे को सोचने चीजों को सही परिप्रेक्ष्य में समझने की अनुमति देता हो बहुत पहले ही व्याख्यानों में हमने लैंगिक समाजीकरण लैंगिक रूढ़ियों की बात की है ये सामाजिक रूढ़िवादिता मुख्य रूप से परिवार में पहले स्तर पर होती है इसलिए यदि इस प्रकार के रूढ़िवादी मूल्यों को हटाया जा सकता है और इस तरह के पारंपरिक मूल्यों को दूर किया जा सकता है जिससे बच्चा ऐसी स्थिति में सामने आता है जहां बच्चा सोच सकता है तो बच्चा खुद के लिए फैसला कर सकता है बच्चा उसे चुनने के अधिकार का उपयोग करता है और वह परिवार द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है तो यह कल की महिलाओं के सशक्तीकरण में अधिकारों की स्थापना में एक बेहतर परिदृश्य तैयार करेगा इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि परिवार में कोई उपेक्षा और दुर्व्यवहार न हो कोई अधिमान्य उपचार नहीं है जो परिवार द्वारा किया जाता हो सभी बच्चों के मानवाधिकारों के लिए मूल्य हैं जो वहां हैं चाहे एक बालक हो या एक बालिका उन मूल्यों का संरक्षण और उन मूल्यों का पालन होना चाहिये इसलिए मानवीय गरिमा के अधिकारों और रखरखाव का एहसास परिवार की जिम्मेदारी है इसलिए इसे जल्दी शुरू करना होगा और इसे बालिकाओं के जन्म के साथ ही बालिकाओं के साथ शुरू करना होगा और उस वातावरण में उसका पोषण करना होगा जहाँ वह खुद को अन्य सभी समकक्षों के बराबर पाती है और खुद को समान रूप से अवसरों और संसाधन जो समाज में हैं उनकी समान पहुँच महसूस कराती है इसलिए चाहे वह शिक्षा से संबंधित हो मौसम से संबंधित हो या स्वास्थ्य से जुड़ा हो या जीवन में किसी साथी को चुनने के लिए उसके पास खुद के लिए निर्णय लेने की आवश्यक स्वतंत्रता होनी चाहिए और परिवार को उसे केवल आवश्यक सीमा तक मार्गदर्शन करना चाहिए लेकिन जहां तक संभव हो पारंपरिक मान्यताओं मिथकों को विकास की प्रक्रिया का हिस्सा बनने से बचना चाहिए अतः इसलिए लैंगिक न्याय एक ऐसी चीज है जिसे विभिन्न निकायों विभिन्न एजेंसियों के समन्वित प्रयासों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है यह एक अवधारणा है जिसके खिलाफ हमें प्रयास करना है जो वास्तव में अभी भी अस्तित्व में नहीं है और असमानताओं को खत्म करने भेदभाव को खत्म करने हिंसा के विभिन्न रूपों को समाप्त करने की दिशा में विशिष्ट प्रयास किए जाने हैं जो महिलाओं के खिलाफ मौजूद हैं अतः इसलिए बहुत संरचित बहुत सोच समझकर कदम उठाए जाने चाहिए और इस तरह के कदम सभी स्तरों पर उठाए जाने हैं चाहे वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो या राष्ट्रीय स्तर पर उस संबंध में कानून और नीतियों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है साथ ही दूसरी एजेंसियाँ और संगठन जो उस ओर काम कर रहे हैं सभी को एक साथ आना होगा और यह सभी के समन्वित प्रयासों पर है कि कहीं न कहीं हम ऐसी स्थिति के लिए आगे देख रहे हैं जहां महिलाओं के लिए सम्मान होगा जहां महिलाओं के अधिकारों को बरकरार रखा जाएगा सभी प्रकार की असमानताएँ जो पुरुष बच्चे के लिए प्राथमिकताओं की दृष्टि से समाज में विद्यमान हैं महिला बच्चों को स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित करने के संदर्भ में आदि सभी को दूर किया जा सकता है यह केवल सरकार की ही नहीं एनजीओ और परिवार की भी जिम्मेदारी है लेकिन यह समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वह समाज के अन्य सभी व्यक्तियों के बुनियादी मानवाधिकारों का सम्मान करे इसलिए यह देखना हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि समाज के अन्य लोग चाहे वह महिला हो या किसी अन्य आधार पर अगर उनके अधिकारों में अंतर है तो उनकी आवाज़ उनकी स्वतंत्रता उनकी स्वाधीनता का सम्मान किया जाये और हर कोई इस मामले में एक भागीदार है इसलिए पुरुषों को महिलाओं के साथ हाथ मिलाना पड़ता है और सभी को एक साथ आना पड़ता है और यह कि हर किसी का मानवाधिकार सुनिश्चित करना होता है तो चाहे वह महिला हो या वह अन्य लिंग हो या वह किसी अन्य विकलांग वर्ग या समाज के किसी अन्य वर्ग से हो सभी के मानवाधिकारों की रक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित है जिससे मानवाधिकारों और व्यक्तियों की मूलभूत स्वतंत्रता की प्राप्ति के संवैधानिक लक्ष्य का सपना अच्छी तरह से स्थापित किया जा सकता है और समाज एक बेहतर समाज है जहां अधिकारों का सम्मान किया जाता है जहां अधिकारों को बरकरार रखा जाता है और इस समाज में कोई भेदभाव नहीं है इसलिए इसके साथ मैं आप सभी को धन्यवाद देती हूं धन्यवाद